प्रशिक्षण पद्धति के चुनाव के संदर्भ में अब मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि कुछ मापदंड होते हैं जिन को पूरा करना होता है जब भी हम किसी विशेष पद्धति की उन्नति के बारे में बात करें इस विशेष सत्र में हम सीखने के परिणाम माहौल प्रशिक्षण प्रशिक्षण करने की लागत और आगे स्थानांतरण के बारे में चर्चा करेंगे जब भी हम चुनने की विधि के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला कदम हमें यह लेना पड़ता है की हम यह जाने कि सीखने के परिणाम क्या होने चाहिए और कितनी तरह की सीखने के परिणाम के तरीके मौजूद हैं सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीखने के परिणाम का आधार मौखिक जानकारी होगा मौखिक जानकारी आमतौर पर अनुभव को सांझा करने के तौर पर दी जाती है अनुभव सांझा करण का मतलब कि व्यक्ति ने जो कुछ भी सुना है या सीखा है या अपने जीवन में अनुभव किया है उन स्थितियों के बारे में जो भीगा बताना चाहेंगे वह मैं प्रतिभागियों के साथ सांझा करें यह भी पता चला है कि अधिक अनुभवी व्यक्ति हमेशा निश्चित रूप से मौखिक जानकारी को भी अधिक तवज्जो देते हैं क्योंकि उनके अनुभव में ही स्वयं इतनी जानकारी होती है जो प्रतिभागियों के बहुत काम आ सकती है और जिसकी तलाश प्रतिभागियों को होती है परंतु मौखिक जानकारी कई बार व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकती है जो मैं कहना चाहता हूं की किसी की धारणा इसको भी प्रभावित कर सकती है मौखिक जानकारी दूसरों के पहचानने के शॉर्टकट से भी प्रभावित हो सकती है इसलिए इसका स्रोत होना बहुत जरूरी है और यह किस संदर्भ में दी जा रही है इसको भी प्रमाणित करना बहुत आवश्यक है कभी कभी यह मौखिक जानकारी प्रभामंडल यानी हेलो अफेक्ट से प्रभावित होकर भी आधारित की जाती है जो हर किसी स्थिति पर लागू नहीं की जा सकती इसलिए जब भी हम बातचीत के बारे में बात करते हैं तो यह बातचीत करने में व्यक्ति प्रशिक्षक प्रतिभागी और परिस्थिति इन सब का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है किसी भी प्रकार की मौखिक जानकारी के आदान प्रदान में अगर प्रशिक्षक पूरी तरह से निष्पक्ष है उसके पास समृद्धि संसाधन से जुटाई गई जानकारी है प्रतिभागी को सिखाने के लिए बहुत उत्सुक है प्रतिभागी के पास बहुत सारे संशय हैं परंतु उनको पूछने मैं उसको कोई हिचकिचाहट नहीं है और परिस्थिति बहुत ही अनुकूल है तो ऐसी स्थिति में मौखिक जानकारी बहुत ही अच्छा साधन हो सकता है दूसरा है भौतिक कौशल बौद्धिक कौशल वह कौशल है जिसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई भी व्यक्ति जो मौखिक जानकारी को प्रदान कर रहा हो वह किस स्तर के भौतिक जुड़ा से जुड़ा है अगर बौद्धिक जुड़ाव बहुत ही मजबूती से जुड़ा हुआ है तो वह इसके द्वारा बहुत ही उच्च स्तर का ज्ञान कस्टर्ड और दक्षताओं को उत्पन्न करने में सक्षम होगा यदि ज्ञान का स्तर और कक्षाओं का प्रयोग किया जाए तो उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमताओं को भी उत्पन्न किया जा सकता है कई बार यह भी देखा गया है कि प्रतिभागियों और प्रशिक्षुओं का प्रशन पूछने का स्तर उच्च होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यदि प्रतिभागियों के प्रश्न का उत्तर बहुत ही उच्च कोटि का है तो उन्हें उन प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न करना होगा जहां वह स्थिति का सामना कर पाए और उन सभी स्थितियों और समस्याओं और प्रश्नों का उत्तर दे पाए इसलिए बौद्धिक कौशल सही है पहले हम आई क्यू यानी बौद्धिक भागफल के बारे में बात किया करते थे परंतु जब हम अब प्रशिक्षण देने के प्रभावशाली तरीकों के बारे में बात करते हैं तो उनको देते समय केवल आई क्यू नहीं बल्कि ई क्यू एस क्यू यानी इमोशनल कोशंट की बात करते हैं इसलिए बौद्धिक कौशल को भावनात्मक स्थिरता के साथ प्रशिक्षक और प्रतिभागी के द्वारा जोड़ा जाना चाहिए अब हम ऐसे परिणामों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक रणनीतियां शामिल है जो संज्ञानात्मक रणनीतियां हम उपयोग में ला रहे हैं हम उसे केवल तथ्यों के आधार पर नहीं देख सकते बल्कि हमें उसे भावनाओं के साथ भी जोड़ कर देखना होगा यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि जब हम भावनाओं और संज्ञानात्मक क्षमता के बारे में बात करते हैं तो डैनियल गोलमैन के पांच कारक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनमें आत्म जागरूकता आत्मा नियमन सहानुभूति प्रेरणा और सामाजिक कौशल शामिल हैं किसी विधि का चुनाव करने से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह व्यक्ति उस विशेष तरीके का प्रयोग करने के लिए कितना जागरूक है इसलिए आत्म जागरूकता बहुत ही सटीक होनी चाहिए जिससे कि प्रशिक्षक सही विकल्प का चुनाव प्रशिक्षण देने के लिए कर सकता है फिर विशेष विधि का उपयोग करने के लिए आत्म नियमन होना चाहिए जो हमें लेक्चर प्रणाली यानी व्याख्यान में दिखाई सकता है जैसा कि मैंने पहले भी बहुत विधियों में इसका उल्लेख किया की व्याख्यान विधि यानी लक्ष्य विधि विभिन्न प्रकारों के संयोजन से बनता है जैसे टीम की भागीदारी पैनल अतिथि वक्ता और यह केवल एक तरफा नहीं होना चाहिए इसलिए विशेष रूप से ऑर्गेनाइजेशन विधि का उपयोग संज्ञानात्मक रणनीतियों में किया जाना चाहिए तीसरा और महत्वपूर्ण कारक है सहानुभूति ट्रेनी विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि सामाजिक पृष्ठभूमि और तकनीकी पृष्ठभूमि से आते हैं इसलिए उनकी धारणा और उनका स्तर अलग अलग होता है और अगर यह हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से मौजूद हैं तो हमें यह समझना होगा कि प्रतिभागी को सानू होती देने के लिए कौन सा सही संज्ञानात्मक रणनीति होगी क्योंकि जब तक ट्रेनर और ट्रेनी के बीच सही तालमेल नहीं होगा तब तक संज्ञानात्मक रणनीति प्रभावशाली नहीं बन पाएगी अगला है मोटर कौशल और रवैया आप विशेष ज्ञान और विशेष प्रणाली को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं यह महत्व रखता है इसके लिए आपका रवैया बहुत बहुत सकारात्मक और सहायक होना चाहिए अगर ऐसा नहीं होगा तो उस विशेष प्रणाली को इस्तेमाल करने के बावजूद आप सही संदेश प्रभावशाली तरीके से अपने प्रशिक्षण में नहीं सीखा पाएंगे ट्रेनी को प्रभावशाली तरीके से वह संदेश देने के लिए ट्रेनर का रवैया बहुत बहुत सकरात माफ होना चाहिए और जब भी हम आर्टिकुलेशन मोटर कौशल के बारे में बात करते हैं तो फोन आर्टिकुलेशन मोटर कौशल के लिए उन्हें विशेष दृष्टिकोण का समर्थन भी करना होगा ट्रेनी को सिखाने के लिए सीखने का माहौल बहुत सटीक होना चाहिए जिसमें ट्रेनी बहुत अच्छे से प्रशिक्षण के कार्यक्रम के उद्देश्यों को समझें अब हम किस स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं यह जानना भी जरूरी है उदाहरण के लिए अगर हम उद्योगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्य स्तर के अधिकारियों को दे रहे हैं तो उस स्थिति में उस विशेष माहौल को अत्यधिक संवादात्मक बनाना होगा क्योंकि उन्हें कई संदेह हो सकते हैं क्योंकि वह लोग नए हैं और उन्हें अपने भविष्य को लेकर भी बहुत उत्सुकता है तो उस स्थिति में उनके पास कभी कभी अनुभव की कमी भी हो सकती है इसलिए इस मामले में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि शुरुआती चरण एक सीखने का भ्रूण चरण है और अगर यह भ्रूण चरण है तो हमें सीखने वालों के लिए ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जो अत्यधिक रचनात्मक और इंटरएक्टिव हो अब हमारे पास वे सीखने वाले प्रतिभागी हैं जो विकास के स्तर पर हैं और मध्य प्रबंधन से नाता रखते हैं अगर हम मध्य प्रबंधन की बात करें तो हमें जीवन चक्र को समझना होगा और उन्हें अधिक समझ देने के लिए हमें उनके अंदर आगे की जरूरतों और निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए बेहतर समझ बनानी होगी यह निर्णय लेने की प्रक्रिया उन्हें ऐसा माहौल बनाने में मदद करेगी जिसमें वह सीख पाएं क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद वह अनुभवी हो जाते हैं इसलिए उनका दृष्टिकोण यही होगा की उन्नति कैसे की जाए और आगे उस विकास और उन्नति को कैसे वातावरण में दिखाया जाए जहां वे एक कैनवस देख सकते हैं जिसको वह रंगों से भर सकते हैं और तीसरा है उच्च प्रबंधन के लोग उच्च प्रबंधन के लोग स्थितियों को समझने के लिए पहले से ही पर्याप्त अनुभव रखते हैं लेकिन वह विशेष रूप से तकनीकों में बदलते माहौल को समझ पाने में सक्षम नहीं होते और फिर अगर यही चुनौती है तो हमें ऐसे सीखने का माहौल बनाना होगा कि वह कम से कम तकनीकों को संभालने में सक्षम हो या उसको समझ पाने में सक्षम हो और कभी कभी उसका स्वागत भी करें इस प्रकार का सीखने का माहौल हमें अपने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैदा करना होगा मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम प्रतिभागियों को उचित रूप से विभिन्न वर्गों में बांट सकें उनकी सामाजिक शैक्षिक तकनीकी पृष्ठभूमि को समझते हुए तो निश्चित रूप से हम मान्यता देकर सुविधा प्रदान करते हुए एक सक्षम स्थिति बना पाएंगे क्योंकि जब भी हम भागीदारी के बारे में बात करेंगे तो यह भागीदारी अधिक प्रभावी होगी अगर प्रतिभागियों को पहचाना जाए क्योंकि प्रतिभागियों की मान्यता भी सीखने के माहौल का एक हिस्सा है जो हम विशेष स्थिति मैं बनाते हैं एक और महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान अर्थ रखता हुआ होना चाहिए और जिस तरह का ज्ञान प्रतिभागी को चाहिए वैसा ही होना चाहिए उदाहरण के तौर पर इस कार्यक्रम जिसका नाम प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण है इसका पाठ्यक्रम प्रशिक्षण को समझने के लिए डिजाइन किया गया है प्रशिक्षण की आवश्यकता का मूल्यांकन कैसे किया जाए प्रशिक्षण की विभिन्न राजनीति और तरीकों का उपयोग कैसे करें उसके पश्चात उसकी सूची कैसे बनाएं प्रशिक्षण की लागत और लाभ का विश्लेषण कैसे किया जाए उसका मूल्यांकन करके उसकी प्रतिक्रिया कैसे ली जाए इसलिए इस मामले में एक प्रशिक्षक या सीखता है की मूल्यांकन आवश्यकता को कैसे जाना जाए प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कितने प्रकार की प्रणालियों से प्रशिक्षण दिया जा सकता है प्रशिक्षण प्रभावशाली है या नहीं उसका माप भी लिया जाना चाहिए केवल खर्चे के पहलू से नहीं बल्कि उत्पादन के पहलू से भी तभी हमें पता चलेगा की विशेष प्रशिक्षण का संचालन कैसे किया गया इसलिए उस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का अर्थ और सही पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अंत में ट्रेनी से यह पूछा जाएगा कि उसने क्या सीखा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में अपने साथ क्या जानकारी लेकर गया जो उसका उद्योग भी जानने के इच्छुक होगा और यह भी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम क्या था यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम ट्रेनी अपने साथ लेकर जा रहा है तो वह बहुत उपयोगी होगा ट्रेनी को अभ्यास करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में हमें लगातार हर सत्र और कुछ समय बाद यह निश्चित करना होगा की प्रतिभागी प्रशिक्षक के साथ हैं कि नहीं अगर प्रतिभागी ट्रेनर के साथ हैं तो निश्चित रूप से उस स्थिति में वे उस प्रकार का शिक्षण करने में सक्षम होंगे जिसकी वह तलाश कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमें यह पता चलेगा कि उनका उस शिक्षण को लेकर क्या प्रतिक्रिया है और वह स्कोर कितना समझे हैं जो उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर आधारित है हमें उनके कार्य करने की तरीकों को भी समझना होगा जिससे हमें यह पता चलेगा कि उनका उस काम को लेकर क्या प्रतिक्रिया है अब सीखने का एक शक्तिशाली तरीका यह है कि दूसरों को ध्यान से समझा जाए और उनसे निरंतर बातचीत की जाए जिसके लिए एक प्रशिक्षक और प्रतिभागी के बीच निरंतर संवाद एवं आपसी संवाद होना चाहिए विशेष रूप से यह लेक्चर मेथड में जरूर होना चाहिए जैसे कि मैंने बताया की वह एक तरफा तरीका है जिसमें दूसरे के साथ ज्ञान को वितरण किया जाता है और कोई बातचीत नहीं होती इसलिए ऐसी स्थिति में प्रतिभागियों के पास अपने संधे को दूर करने का और कोई अवसर नहीं होता और यदि मैं उस विशेष पाठ्यक्रम थे बारे में या उस विशेष प्रणाली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और उनको कोई कठिनाई आती है तो उन्हें अपने मुद्दों को हल करने की क्षमता रखनी होगी जिसके लिए सबसे शक्तिशाली तरीका है दो तरफा बातचीत यदि यह अधिक से अधिक पारसपर बातचीत पर आधारित रहेगा तो विशेष सीखने की प्रतिक्रिया का समर्थन रहेगा अगला हिस्सा प्रशिक्षण के ट्रांसफर के बारे में है कि कैसे प्रशिक्षण को आगे तक पहुंचाया जाता है शिक्षण को ट्रांसफर करने का मतलब यह है कि किस हद तक प्रशिक्षण को जॉब पर उपयोग किया जाएगा यदि ऑन द जॉब प्रशिक्षण का उपयोग ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से उस मामले में ज्यादा प्रभावशाली तरीके से बात आगे तक जा पाएगी सेंडर से रिसीवर तक यानी ट्रेनर से ट्रेनी तक इसलिए यह सेंडर है जो जानकारी दे रहा है उसके ज्ञान उसके वार्तालाप उसके पाठ्यक्रम उसके कंटेंट उसके काम करने के तरीके और बातचीत के तरीके पर निर्भर करेगा कि वह कैसे रिसीवर तक बात पहुंचाता है रिसीवर की सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि अनुभव पर निर्भर करेगा कि एक विशेष जानकारी उस तक कैसे पहुंच पाएगी हमेशा सीखने के लिए एक परत कि आवश्यकता होती है और कुछ नहीं बल्कि इच्छा है यदि ट्रेनिंग सीखने के लिए इच्छुक है और ट्रेनर अपना पाठ्यक्रम और कंटेंट समझाने के लिए बहुत प्रतिबंध है तो स्थिति में निश्चित रूप से ज्ञान का आदान प्रदान होगा और कार्य किया जाएगा सामान्य तौर पर प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम वाला हॉल के करीब जितना सभी ट्रेन इस जा पाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा परिणाम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का निकलेगा इसलिए प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और जो भी योग्यताएं सीखने वाले में हैं और सिखाने वाले में है उन दोनों को शामिल किया जाए जिसके परिणाम स्वरूप जो भी परिणाम आएंगे बहुत मज़बूत रहेंगे इसलिए यह एक रिश्ता और आपसी साझेदारी और निर्भरता है ट्रेनी और ट्रेनर के बीच और वह किस प्रकार की प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं और उनके ज्ञान का वितरण कैसे होता है उनका माहौल कैसा है यह सब मिलकर एक उच्च स्तरीय लर्निंग प्रणाली बनाते हैं जितनी ज़्यादा जानकारी कि ट्रांसफर की संभावना होगी और ज्ञान का आदान प्रदान होगा जिससे ट्रेनी सीख पाएं इसलिए हमें क्या दिमाग में रखना चाहिए इसलिए प्रशिक्षण तिथियों में और उसके परिणामों में काफी ओवरलैप है इसलिए जैसा भी ट्रेनिंग देने की प्रणाली है तो हर तरह की प्रशिक्षण प्रणाली में कुछ सीखने योग्य बातें सामने आती हैं परंतु उसमें आपसी तालमेल होना चाहिए बहते मेल नहीं होने चाहिए इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला तरीका यह है कि जिस विधि का भी उपयोग किया जाता है वह विधि ट्रेनी द्वारा अपेक्षित हो इसलिए इस मामले में अगर पाठ्यक्रम को सही से वितरण करना ज्यादा आवश्यक है उसको सही तरीके से करके दिखाने से तो इस मामले में हमारा पूरा ध्यान लेक्चर प्रणाली पर रहेगा पाठ्यक्रम को समझाने में ज्यादा से ज्यादा आपसी तालमेल की जरूरत है जोकि एक्टिव लर्निंग का भाग है और इसलिए अगर कंटेंट को अच्छे से समझाया जाए तो यह ज़्यादा प्रभावशाली होगा और सभी प्रकार के ट्रेनिंग प्रणालियां विधि उच्च स्तर पर जाएंगे नहीं तो कम से कम अगले स्तर तक तो जाएंगे दूसरा प्रेजेंटेशन मेथड का हैंडसम मेथड से तुलना करना उदाहरण स्वरुप यह बताता है और दर्शाता है कि ज्यादातर हैंडसम मेथड बेहतर सीखने का माहौल उत्पन्न करते हैं क्योंकि दे उसको पहली बार करते हैं और करके देखने से ही काम सीखा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप यह देखा गया है कि जब से हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करें तो वे ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बन गई हैं और ऑन द जॉब ट्रेनिंग ज्यादा बेहतर लर्निंग का माहौल पैदा करती हैं क्योंकि अगर मैं एक व्यक्ति जो शॉप फ्लोर पर सीख रहा है या सिमुलेशन में सीख रहा है तो उसकी तकनीकी कौशल का सोचा जाए तो ज्यादा प्रभावशाली सीखने का तरीका शॉप फ्लोर रहेगा परंतु शॉप फ्लोर जाने से पहले हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हम सिमुलेशन प्रणाली को कम नहीं आंक सकते क्योंकि सिमुलेशन प्रणाली शॉप फ्लोर पर काम करने की दिशा निर्देश देगा इसलिए उसे उस काम करने के आवश्यक शर्तें पहले ही पता चल जाएंगी जो शॉप फ्लोर पर जरूरी होंगी और इस तरह यह माहौल और प्रशिक्षण का आदान प्रदान बहुत बहुत प्रभावशाली बनेगा अब अगर हम प्रेजेंटेशन मेथड की बात कर रहे हैं तो लेक्चर मेथड दी है और यदि लेक्चर मेथड है तो हैंड्स ऑन दीदी भी है जिसकी तुलना ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड से भी की जाती है इसलिए प्रेजेंटेशन मेथड कंसेप्ट को समझाएगा यह व्यक्ति को नए कौशल सीखने के लिए तैयार करेगा पर यह सीखने की उत्सुकता और विशेष प्रेजेंटेशन तभी मुमकिन हो पाएगी जब हम यह बात करेंगे कि क्या किया जाना चाहिए इन प्रेजेंटेशन मेथड के दौरान प्रेजेंटेशन के तरीके कम प्रभावी हैं हैंड्स ऑन तरीकों से इसलिए इस विषय में अगर प्रेजेंटेशन तरीके ज्यादा प्रभावशाली नहीं है तो हैंडसम तरीके उसकी जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं इसलिए हमेशा क्लासरूम मेथड एक आधार देगा एक सिद्धांत वाली रूपरेखा देगा दिशा देगा और समर्थन देगा पर अंत में एक असली सीख तभी मिलेगी जब व्यक्ति स्वयं एक परिस्थिति का सामना करेगा और उसे एक विशेष ट्रेनिंग कंसेप्ट से रूबरू होना पड़ेगा और काम करके दिखाना पड़ेगा इसलिए दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हमें डेट प्रणाली को चुनना होता है चाहे वह प्रणाली फास्ट हैंड हो या नहीं प्रेजेंटेशन मेथड इसलिए मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन मेथड को एंड जॉन प्रशिक्षण में अपनाना चाहिए अगर हैंड्स ओंन प्रशिक्षण सही तरीके से देना है तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन को अपनाना चाहिए तभी प्रशिक्षण ज्यादा फलदाई बन पाएगा और कामयाबी से लागू हो पाएगा अगली बात यह है कि यदि संभव हो तो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा विभिन्न प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सके उदाहरण के तौर पर जब भी हम 3 दिन और 5 दिन या एक हफ्ता या 1 हफ्ते से ज्यादा के कार्यक्रम के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से यह सारे विभिन्न प्रकार की प्रणालियों में आएंगे उदाहरण के तौर पर लेक्चर में टीम बिल्डिंग में पैनलिस्ट मेथड में और प्रेजेंटेशन प्रणाली में वीडियो मेथड में और बिजनेस गेम में ट्रेनी द्वारा अपनी सीखी गई बातों का प्रदर्शन किया जाएगा और अपने सीखे हुए अध्याय को सांझा किया जाएगा इन सत्रों की योजना व्यवसाई खेलों और अभ्यासों के माध्यम से की जा सकती है अपने आंसू में ज्यादा से ज्यादा बौद्धिक क्षमता देगी जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें यह प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी कि यदि चुनौती आती है तो मैं कैसे फैसला लूंगा विशेष रुप से डिसीजन लेने के प्रक्रिया में यह बहुत उपयोगी हो जाता है कि उनको किस तरह की एक्सरसाइज और केस स्टडीज करवाई जाती हैं अभ्यास और केस स्टडी प्रणाली या विधि सीखने वाले के भौतिक और कटक आप को चुनौती देते हैं उसके बाद उसे उस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है और वह समाधान को सही या गलत के पैमाने से भी देखा जाता है और अब दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे ट्रेनिंग का झुंड होगा इसलिए हर एक ट्रेनी एक अलग ही समाधान के साथ सामने आएगा और फिर हम यहां यह समझ पाएंगे कि कौन सा समाधान सबसे सही समाधान है और क्यों यह चर्चा भी की जाएगी और जिसके परिणाम स्वरूप हम यह पाएंगे कि जब भी विभिन्न प्रकार की विधियों का इस्तेमाल होता है चाहे वह लेक्चर विधि हो या ऑडियोवीजुअल विधि हो या बिजनेस गेम हो या केस स्टडी हो या एक्सरसाइज हो यह सभी विभिन्न प्रकार की विधि या तरीके एक अकेले ट्रेनिंग प्रोग्राम में उपयोग में लाए जा सकते हैं पूंजी कृत कर सकते हैं और आमतौर पर अनुभवी प्रशिक्षित ऐसा करते भी हैं अलग अलग ताकत है और स्वाभाविक है की अलग प्रकार की कमजोरियां भी हैं परंतु ताकत उपहर कमजोरी की भरपाई करती है जो प्रत्येक प्रणाली में देखने को मिलता है सही तरीके से सिखा कर जिसके परिणाम स्वरूप आप यह पाएंगे की ट्रेनी और ट्रेनर सही प्रकार के विधि का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और सक्षम है यहां पर मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा होम डिपो सेल्फ पेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो एक वीडियो पर आधारित कोर्स है और इंस्ट्रक्टर को प्रशिक्षण देने वाली ट्रेनिंग है जिसमें उपकरणों पर काम करने की प्रशिक्षण दिया जाता है शुरुआती मॉड्यूल में मैंने चर्चा की थी कि कैसे एक वीडियो का उपयोग ड्राइवर के व्यवहार और उसके सीखने की क्षमता तकनीकी मुद्दों को सुलझाने में मदद करती है जो उसे वाहन चलाते हुए सामना करना पड़ता है इसलिए या अब हम एक अन्य उदाहरण के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें वीडियो आधारित और इंस्ट्रक्टर द्वारा चलाई गई ट्रेनिंग के बारे में चर्चा होगी सेल्फ पेस्ट शिक्षण का उपयोग कर्मचारियों को एक उपकरण श्रेणी के बारे में निर्देश देने के लिए किया जाता है जो डिश वॉशर है इसलिए इस स्थिति में चोर में मौजूद उत्पादों को समझने की आवश्यकता है यह एक बहुत अच्छी अवधारणा है अब ट्रेनर्स को यह बताना होगा कि वे जो भी काम कर रहे हैं वह केवल व्यावसायिक नौकरी नहीं बल्कि उन उत्पादों के साथ अनुभव देने वाले भी होने चाहिए जब तक उन्होंने उस विशेष उत्पाद का उपयोग एक सिमुलेशन के रूप में किया हो अगर कंपनी सिमुलेशन की योजना बना सकती है जैसे कि डिशवॉशर के उदाहरण यहां दिया गया है तो एक विक्रेता के पास डिशवॉशर है अब उसे वीडियो दिखाया जा सकता है कि यह डिशवॉशर कैसे काम कर रहा है परंतु मेरे अनुसार यह पर्याप्त नहीं है होना यह चाहिए कि विक्रेता को डिश वॉशर को उपयोग में लाकर देखना चाहिए और उसे उसका अनुभव फर्स्ट हैंड होना चाहिए जब वह उसको चला कर देखेगा और इस्तेमाल में लाएगा तब उसको यह भी पता चलेगा कि उसको हैंडल करते हुए उसको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा प्रशिक्षण के लिए ऐसा करने की आवश्यकता है कई बार विक्रेताओं को वीडियो के माध्यम से भी प्रशिक्षित किया जाता है और यदि केवल वीडियो इस्तेमाल किए जाएं तो वह ग्राहकों के 70 से 80 संदेह बहुत ही आसानी से सुलझा पाएंगे परंतु अगर 100 जवाब चाहिए तो इस तरह के विक्रेता को प्रशिक्षण देने के लिए किसी विशेष प्रकार के उपकरण का उपयोग करना चाहिए और उन्हें उस उपकरण को बेचने का तरीका और ग्राहकों के संदेश उलझाने का तरीका आना चाहिए इससे इससे तोर में रखे हुए बाकी उत्पादों की बारे में भी जानकारी मिलती है इसलिए यह केवल एक उदाहरण था एक विक्रेता यानी सेल्समैन को इस तरह के उत्तर नहीं देना चाहिए कि उसको एक्स प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है लेकिन बाय प्रोडक्ट के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है क्योंकि जो भी उत्पाद कंपनी के हैं उन सभी उत्पादों का उसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपनी को इस तरह के प्रशिक्षण नहीं देने चाहिए और फर्स्ट हैंड तरीके इस्तेमाल करनी चाहिए ना की वीडियो शॉर्ट प्रेजेंटेशन से प्रस्तुत किया प्रदर्शन करना चाहिए यह पर्याप्त नहीं होगा वीडियो आधारित प्रोग्राम विक्रेता को विशेष उत्पाद के सुविधाओं पर जोर देने की चेष्टा रखता है क्योंकि उसने उसके ऊपर काम किया है इसलिए उसको पता है की इस विशेष उत्पाद को चलाने के लिए किस तरह के कमांड देने की आवश्यकता है और यह कमांड देते हुए कुछ विशेष कार्य को करते हुए क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है वाशिंग मशीन एक सरल उदाहरण है और इस केस में यह पता चलेगा कि एक विशेष वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है और इस विशेष कार्य को करने में क्या मदद मिलेगी और स्टोर में उपलब्ध है कि नहीं वीडियो आधारित कार्यक्रम विक्रेता को हर उत्पाद की विशेषताओं पर ज़ोर देना सिखाता है इसलिए वीडियो के द्वारा एक विशेष उत्पाद की जानकारी विक्रेता समझा पाएगा की वह कैसे काम करता है और उसके क्या लाभ ग्राहकों को मिल सकते हैं परंतु जैसे मैंने पहले भी उल्लेख किया की एंड जॉन तरीका अधिक उपयोगी होगा क्योंकि उदाहरण के तौर पर मॉडलर किचन मैं केवल डिजाइनिंग और शिल्प का उपयोग करके दिखाना ही काफी नहीं है विक्रेता को यह समझना होगा कि यह सेल्फ कैसे काम कर रहा है इस पर क्या जादुई प्रभाव हो सकता है और यह खुद को कैसे चला सकता है सेल्सपर्सन यानी विक्रेता रोलप्ले में भाग लेते हैं और कंपनी की बिक्री रणनीतियों का पालन करने की उनकी क्षमता पर मूल्यांकन किया जाता हां एक अन्य तकनीक दी है जो बिक्री के बारे में है इसलिए पहले भाग में विक्रेता की जानकारी और ज्ञान के बारे में बात कर रहा था जो उसे एक विशेष उत्पाद को लेकर हैं और हैंड्स ऑन प्रोडक्ट है दूसरे ख्वाब में अब हमें जब पता है की विक्रेता को उस उत्पाद के बारे में कितनी जानकारी है इसलिए आप उसे से उत्पाद बेचना है और उत्पाद की बिक्री के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है परंतु जैसे कि मैंने बताया कि यह तो प्रशिक्षण है और दो कार्य हैंउन्हें अलग थलग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है वे एक दूसरे पर निर्भर हैं इसलिए इस मामले में यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है की विक्रेता को यह समझ आए की उत्पाद को कैसे बेचा जाता है क्योंकि वह उसका खुद इस्तेमाल करता है इसलिए जब भी कोई उपयोग करता कोई प्रश्न पूछेगा तो वह यह बता पाएगा कि इस प्रकार की परिस्थिति मैं उसे किस तरह का समझदारी से भरा हुआ कदम उठाना चाहिए उस विशेष समस्या को सुलझाने के लिए अब प्रशिक्षण के विधियों की चर्चा करने के बाद में लागत की चर्चा करूंगा देखिए दो प्रकार की लागत होती हैं जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता पहली प्रकार है विकास लागत और दूसरा है प्रशासनिक लागत विकास लागत प्रशिक्षण प्रोग्राम के डिजाइन से संबंधित रखता है और इसमें प्रोग्राम को खरीदने और बनाने का खर्चा शामिल है प्रशासनिक लागत तब की जाती है जब जब प्रशिक्षण प्रणाली का इस्तेमाल होता है इसमें सलाहकार प्रशिक्षक पाठ्यक्रम से संबंधित लागत शामिल होती है प्रभावशीलता रेटिंग शैक्षिक अनुसंधान और व्यावसायिक सिफारिशों पर आधारित होता है मैं इस विशेष पाठ्यक्रम के अंतिम भाग में इन सभी विधियों के बारे में भी चर्चा करूंगा और यह भी कि लागत लाभ विश्लेषण क्या होता है उस समय मैं यह भी बताऊंगा कि दोनों लागतो में क्या अंतर है विकास लागत और प्रशासनिक लागत परंतु यदि आप विकास या प्रशासन के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि से सीमित नहीं है तो हैंड्स ऑन पद्धति चुने जिसके बारे में मैंने प्रेजेंटेशन प्रणाली बात की है लेकिन यदि आपके पास सीमित बजट है तो मैं प्रशिक्षण पद्धति को उत्पन्न करने के लिए आपको स्ट्रक्चर्ड ऑन द जॉब प्रशिक्षण का उपयोग करना होगा जोकि एक प्रभावशाली सस्ती परंतु प्रभावशाली हैंड्स ऑन प्रणाली है और यदि आपके पास एक बड़ा बजट है तो आप हैंड्स ऑन प्रणाली को भी विचार में ला सकते हैं क्योंकि वह प्रशिक्षण के ट्रांसफर को जैसे कि सिमुलेटर डिजाइन करके जैसी सुविधा प्रदान कर सकते हैं इसलिए यह सब इस बारे में है कि प्रशिक्षण कितने तरीकों से किया जा सकता है और कौन से ऐसे कारक हैं जो इन सब प्रशिक्षण के तरीकों को करने में प्रभावित करते हैं धन्यवाद